अब हम 8 वें सप्ताह के असाइनमेंट के समाधान पर चर्चा करेंगे जो ऑप एम्प और नेगेटिव फीडबैक पर आधारित है पहला सवाल एक ऑप एम्प के साथ एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है जिसका गेन परिमित है जो कि 594 दिया गया है और आपसे V0Vi पूछा गया है अब इस A0 594 का क्या अर्थ है इसका अर्थ है कि ग्राउंड के संबंध में ऑप एम्प का आउटपुट वोल्टेज V0 A0 × डिफरेंस वोल्टेज Vd है तो अब हम जानते है कि इस बिंदु पर वोल्टेज यहां वोल्टेज ग्राउंड के संबंध में अप्लाइड वोल्टेज Vi है अब तक आप सभी इस संकेतन से परिचित हो चुके है यदि Vi को किसी विशेष नोड पर लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि उस नोड और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज Vi है यहाँ वोल्टेज Vi Vd होगा और यहाँ करंट Vi Vd 1KΩ है और वही करंट वहाँ प्रवाहित होता है तो इस 5KΩ रेसिस्टर के आर पार वोल्टेज Vi Vd 1KΩ× 5 KΩ या 5 × है और 1KΩ रेसिस्टर में वोल्टेज सिर्फ Vi Vd है तो यह वोल्टेज यहाँ V0 6 × Vi Vd है जो इन दो वोल्टेज ड्रॉप्स का योग है और हम जानते है कि V0 A0 Vd है दूसरे शब्दों में Vd यह V 0A0 है तो V0 6 ×Vi V0A0 जिसे इस प्रकार फिर से लिखा जा सकता है इसे इस तरफ ले जाकर हम लिख सकते है V0 6×V0A0 6 × Vi तो V0×16A0 6 × Vi दूसरे शब्दों में यह V0Vi 61 6A0 होगा वैसे आपको शायद व्याख्यान से सूत्र याद है कि यदि आपके पास वांछित गेन k के साथ एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है तो वास्तविक गेन k × 11 kA0 होगा जब ऑप एम्प का गेन सीमित होता है ठीक यही हमें मिला है लेकिन मैंने आपको पहले सिद्धांतों से विश्लेषण दिखाया जिसे आपको पूरा करने में सक्षम होना चाहिए भले ही आपको कोई भी परिणाम याद न हो तो हमारे मामले में यह 61 6594 निकलता है और यदि आप इसकी गणना करते है तो यह ठीक 594 निकलता है तो यही उत्तर है अब अगले प्रश्न में आपको ऑप एम्प का नेगेटिव टर्मिनल खोजने के लिए कहा जाता है ताकि ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में हो तो पहला स्टेप है यहां एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसे आप शून्य कर सकते है और ग्राउंड पर सेट कर सकते है फिर आप ऑप एम्प को हटा देते है मैं यहां फिर से सर्किट बनाती हूं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स यहां है और मैंने इसे ग्राउंड किया है यह 2KΩ 10KΩ 1KΩ और 4KΩ टर्मिनल A और B है और यहां मेरे पास वोल्टेज VAB है तो साइन खोजने की प्रक्रिया सीधी है मैं ऑप एम्प को हटा देती हूं मैं यहां एक टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करती हूं और वोल्टेज VAB निर्धारित करती हूं और यह बहुत सीधा है क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो अलग वोल्टेज डिवाइडर है इसलिए अगर मैं इसे VA कहती हूं और इसे VB कहती हूं तो इस विशेष मामले में VAऔर VB को स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है तो Vtest इस वोल्टेज डिवाइडर से गुजरता है और आपको VA मिलता है तो VAयह Vtest × 2 KΩ और 10 KΩ द्वारा गठित वोल्टेज डिवाइडर होगा जो कि 2KΩ2 KΩ 10 KΩ है जो Vtest × 16 है यह VB यहां Vtest ×1KΩ और 4 KΩ द्वारा गठित वोल्टेज डिवाइडर हैतो VB यह 1KΩ1KΩ 4 KΩ या Vtest × 15 है तो VAB जो VA VB है Vtest × 16 15 है यह Vtest × 130 होता है मूल रूप से बात यह है कि यह एक ऋणात्मक संख्या × Vtest है तो VAB यह एक ऋणात्मक संख्या × Vtest है इसका अर्थ है कि A पॉजिटिव होना चाहिए और B नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि अंत में जब आपके पास सर्किट में ऑप एम्प होता है और आपके पास कुछ डिफरेंस वोल्टेज Vd होता है तो ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में होने के लिए Vd में Vout का कुछ घटक होगा और यह संख्या नेगेटिव होनी चाहिए अब VAB एक ऋणात्मक संख्या × Vtest है जो ऑप एम्प के आउटपुट वोल्टेज के लिए है हमने ऑप एम्प को हटा दिया है और Vtest को आउटपुट पर रखा है तो यह Vd VAB के बराबर होना चाहिए VAB को कुछ पॉजिटिव संख्या × Vtest होना चाहिए यह Vd VAB होना चाहिए इस मामले में ऑप एम्प का डिफरेंस वोल्टेज VAB के बराबर होना चाहिए जिसका अर्थ है कि A पॉजिटिव टर्मिनल है और B नेगेटिव टर्मिनल है और यही यहाँ उत्तर के रूप में दिया गया है इस मामले में हमें एक ऑप एम्प सर्किट का विश्लेषण करना होगा यह दिया गया है कि ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में काम कर रहे है इसका मतलब है कि आप हर ऑप एम्प के लिए वर्चुअल शॉर्ट सिद्धांत अप्लाई कर सकते है फिर हमें इस आउटपुट वोल्टेज को निर्धारित करना होगा आमतौर पर ऑप एम्प सर्किट विश्लेषण बहुत आसान होता है जब आइडियल ऑप एम्प दिए जाते है सबसे पहले यह 0 वोल्ट होता है अब इस नोड पर वोल्टेज यहाँ V1 है इसलिए यह नोड भी V1 पर है और फिर अंत में यहाँ यह नोड V2 पर है तो यह ऑप एम्प जो नेगेटिव फीडबैक में है इसके इनपुट में भी 0 वोल्ट है इसलिए यह भी V2 पर है अब हमें बस इतना करना है कि ऑप एम्प इनपुट टर्मिनलों पर किरचॉफ करंट लॉ समीकरण लिखना है ऑप एम्प में कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है तो यहाँ जो करंट प्रवाहित हो रहा है वह V1 1KΩ है क्योंकि V1 1KΩ रेसिस्टर के आर पार है और वही चीज़ इसमें भी प्रवाहित होती है तो इसके आर पार वोल्टेज V1 1KΩ × 2KΩ या 2 ×V1 है और यदि आप पहले ऑप एम्प के आउटपुट पर वोल्टेज लिखना चाहते है तो यह उस नोड पर जो भी वोल्टेज होगा इस पोलेरिटी के साथ रेसिस्टर के आर पार वोल्टेज ड्रॉप है जो कि 3×V1 होता है इसी तरह हम इसे दूसरे ऑप एम्प के साथ करते है इस दिशा में प्रवाहित होने वाला करंट V2 Vout 1KΩ है ऑप एम्प के इनपुट में कुछ भी नहीं प्रवाहित होता है इसलिए यह सारा करंट वहीं प्रवाहित होता है तो इसके आर पार वोल्टेज ड्रॉप V2 Vout1 KΩ × 1 KΩ है जो V2 Vout है तो इस नोड पर वोल्टेज V2 इस पोलेरिटी में वोल्टेज ड्रॉप होगा जो V2 Vout है तो यहाँ हमारे पास V2 V2 Vout है और हमने पहले ही यहाँ वोल्टेज की गणना 3V1 कर दी है जो कि इसके बराबर होनी चाहिए तो 3V1 यह V2 V2 Vout के बराबर होना चाहिए इसलिए इससे हमें Vout के लिए 2V2 3 × V1 या 3×V1 2×V2 का एक्सप्रेशन मिलता है जो कि αV1 β V2 है तो α 3 है और β 2 है अब अगला प्रश्न ऑप एम्प टर्मिनल के साइंस को निर्धारित करने का है ताकि वे वास्तव में नेगेटिव फीडबैक में हों हमने पिछले सवाल को यह मानकर हल किया कि यह नेगेटिव फीडबैक में है अब हम देखेंगे कि ऑप एम्प के साइंस को कैसे निर्दिष्ट किया जाए ताकि यह नेगेटिव फीडबैक में हो हम किसी एक से शुरू कर सकते है तो मैं OPA1 के साथ शुरू करती हूं इसलिए मैं इस ऑप एम्प को हटा दूंगी और मुझे यहां VAB को मापना होगा बस सरलता के लिए मैं इसे VAB कहती हूं ये टर्मिनल A1 है और यह B1 है मुझे क्या करना है कि यहां एक टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करना है और इंडिपेंडेंट सोर्सेस को शून्य करना है इसलिए V1 0 और V2 0 है तो यह ग्राउंड से शॉर्ट हो जाएगा और वह भी ग्राउंड से शॉर्ट हो जाएगा तो अब यह Vtest हमेशा की तरह कुछ सर्किट से गुजरेगा VAB Vtest के समानुपाती है यदि VAB एक धनात्मक संख्या गुणा Vtest है तो A1 नेगेटिव है और B1 पॉजिटिव है यदि VAB ऋणात्मक संख्या गुणा Vtest है तो A1 पॉजिटिव है और B1 नेगेटिव है तो अब पहले हम यह मानने की कोशिश करेंगे कि यह ऑप एम्प पहले से ही नेगेटिव फीडबैक में है इसका मतलब है कि यह 0 वोल्ट पर है और यह भी 0 वोल्ट पर है तो यहाँ प्रवाहित होने वाला करंट Vtest 1KΩ होगा वही करंट रेजिस्टर से प्रवाहित होगा देखिए यहां वास्तव में कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि यहां प्रवाहित होने वाला करंट वहां से प्रवाहित हो सकता है कभी कभी जब इस ऑप एम्प के आसपास कोई फीडबैक नहीं होता है तो आपको कुछ विरोधाभास होगा लेकिन इस मामले में यह मानना बिल्कुल ठीक है यह ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में है तो हमें इसके साइंस के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तो फिर यहाँ वोल्टेज यह करंट Vtest1KΩ × 1KΩ है तो यह भी Vtest है अब क्योंकि यह 0 वोल्ट है और हमारे पास इसके पार एक Vtest ड्रॉप है इस बिंदु पर हमें Vtest मिलता है और यहां अगर मैं इस VA को 0 वोल्ट कहती हूं क्योंकि यह ग्राउंड से शॉर्टेड है और VB यह Vtest जो भी अनुपात इस रेसिस्टर डिवाइडर से निकलता है वह है जो 1KΩ 1KΩ 2KΩ है तो VB यह Vtest 3 होगा तो इस पोलेरिटी में VAB यह 0 Vtest3 या 13 ×Vtest है तो यह Vtest गुणा एक धनात्मक संख्या है तो इसका मतलब यह है कि A1 को ऑप एम्प का नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए तो वही है जो वहाँ दिया गया है तो पहले ऑप एम्प के लिए A1 नेगेटिव टर्मिनल है आइए अब हम दूसरे ऑप एम्प के लिए प्रयोग दोहराएं हम पहले से ही जानते है कि यह नेगेटिव टर्मिनल है यह हमेशा की तरह पॉजिटिव टर्मिनल है हम सोर्सेस को शून्य करते है V1 0 है V2 0 है और मैं इस ऑप एम्प को हटा देती हूं और Vtest को अप्लाई करती हूं तो अब फिर से पहले हम यह मानने की कोशिश कर सकते है कि यह ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में है इसलिए इसके इनपुट वर्चुअल ग्राउंड पर है लेकिन अगर आप यह मानते है कि यह 0 वोल्ट पर है तो आपके पास एक विरोधाभास है क्योंकि ऑप एम्प में कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है हम यहां Vtest अप्लाई करते है इस वोल्टेज डिवाइडर के कारण यह 2 KΩ और 1KΩ सीरीज में हैं मैं इसे वोल्टेज डिवाइडर कहती हूं जब आपके पास सीरीज में 2 रेसिस्टर होते है और कहीं भी कोई अन्य करंट प्रवाहित नहीं होता है तो अगर आप यहां Vx अप्लाई करते है तो हमें Vx गुना कुछ मिलेगा मान लीजिए कि यह R2 और R1 R2R1 R2 है तो हमें वहाँ पर Vtest 3 प्राप्त करना होगा लेकिन यह समस्या है क्योंकि अब वर्चुअल ग्राउंड सिद्धांत कह रहा है कि यह 0 वोल्ट है इसका वास्तव में मतलब है कि आप वर्चुअल ग्राउंड आइडिया या इस तथ्य का उपयोग नहीं कर सकते है कि यह ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में है अब यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि यह पता चला है कि यह ऑप एम्प तभी नेगेटिव फीडबैक में होगा जब यह ऑप एम्प मौजूद होगा तो अब हम उस मॉडल का उपयोग नहीं कर सकते है इसलिए हमें जो उपयोग करना है वह यह है कि इसका एक निश्चित गेन A0 है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है यह 0 महत्वपूर्ण है तो अब यह टर्मिनल यहाँ Vtest3 है और हम जानते है कि यह है इस तरह से यहां वोल्टेज Vtest3 है तो आउटपुट वोल्टेज A0 × Vtest 3 होगा क्योंकि यहाँ यह वोल्टेज ऑप एम्प का डिफरेंस इनपुट Vd है इसलिए यह A0 × Vtest3 है तो हम गणना कर सकते है कि यहां कितना वोल्टेज दिखाई देता है तो मैं इसे Vx कहती हूं अन्य टर्मिनल वैसे भी 0 वोल्ट पर है अगर मैं इसे Vx कहती हूं तो यहां एक निश्चित करंट प्रवाहित होता है जो A0 × Vtest3 Vx × 11KΩ है मूल रूप से यह एक वोल्टेज ड्रॉप है यह वोल्टेज वह वोल्टेज 1KΩ है और इस दिशा में भी एक और करंट प्रवाहित होता है जो Vtest यहाँ वोल्टेज Vx 1KΩ है तो इस नोड में प्रवेश करने वाले करंट का योग 0 होना चाहिए क्योंकि वहां कुछ भी जुड़ा नहीं है तो Vtest Vx1KΩ 0 तो इससे मुझे Vx मिलेगा इसलिए Vx 12 A03 × Vtest Vtest निकलेगा जो 12 A03 1 × Vtest है और यह एक धनात्मक संख्या है अब क्योंकि यह एक धनात्मक संख्या है मैं इसे VAB कहती हूं तो अगर यह एक धनात्मक संख्या है इसका मतलब है कि यह नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए और वह पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए तो B2 नेगेटिव टर्मिनल है और वही वहाँ पर उत्तर में इंगित किया गया है तो अगला सवाल यह है कि यह ऑप एम्प है जो 10 वोल्ट की सप्लाई से संचालित होता है इसका वास्तव में क्या मतलब है कि ऑप एम्प आउटपुट पावर सप्लाई मूल्यों तक स्याचुरेट हो जाएगा यह 10 वोल्ट से ऊपर या 10 वोल्ट से नीचे नहीं जा सकता इनपुट 1V Vp cos⍵t दिया गया है और हम जानते है कि यह एक इनवर्टिंग एम्पलीफायर है यहां तक कि अगर आप इसे नहीं जानते है तो वर्चुअल ग्राउंड सिद्धांत से यह 0 वोल्ट पर है यह Vi है Vi 1 KΩ उस दिशा में प्रवाहित होता है वही करंट वहां भी प्रवाहित होता है क्योंकि ऑप एम्प के इनपुट में कुछ भी प्रवाहित नहीं होता है वोल्टेज ड्रॉप यहाँ Vi1KΩ × 4KΩ या Vi × 4 है तो यहाँ वोल्टेज 4 × Vi है यह 0 वोल्ट 4 KΩ रेसिस्टर के पार वोल्टेज ड्रॉप है तो Vout 4 ×1V Vp cos⍵t है या 4V 4Vp cos t है अब यह वोल्टेज 4V 4Vp cos⍵tयहाँ 10 V और 10 V के बीच होना चाहिए अब मैं इस 4 को इस तरफ और उस तरफ भी स्थानांतरित कर दूंगी अगर मैं इसे इस तरफ ले जाऊं तो 4Vp cos⍵t 14 वोल्ट से छोटा होना चाहिए और 6 वोल्ट अगर मैं इसे उस तरफ ले जाऊं और अगर मैं हर साइड को 4 से विभाजित करती हूं तो सबसे पहले असमानताओं की साइंस को उलट दिया जाएगा और मेरे पास 15 V Vp cos⍵t 144 जो 35 वोल्ट है होगा तो अब दो अलग अलग सीमाएँ है सबसे पहले हम जानते है कि Vp ⍵t Vp और Vp के बीच जाता है और यह ऊपरी तरफ 15 वोल्ट तक सीमित है और नेगेटिव साइड में 35 वोल्ट तक सीमित हैजो बहुत बड़ा मान है तो जाहिर है सुसंगत सीमा ऊपरी तरफ है तो cos ⍵t का अधिकतम मान 1 है इसलिए Vp को 15 वोल्ट से छोटा होना चाहिए जो वहां दिया गया है क्योंकि इनपुट में 1V का ऑफसेट है आउटपुट में 4V का नेगेटिव ऑफसेट होगा तो यह दूसरी तरफ की तुलना में एक तरफ अधिक आसानी से क्लिप करेगा लेकिन अगर इसे एक तरफ से क्लिप किया जाता है तो उस तरफ आप एम्पलीफायर के साथ कुछ भी उपयोगी नहीं कर सकते है इसका आउटपुट इनपुट का लीनियर मल्टीपल नहीं है तो अधिकतम इनपुट आयाम Vp जो आप इस सर्किट पर बिना ऑप एम्प स्याचुरेशन में गए अप्लाई कर सकते है वह 15 वोल्ट है इसमें फिर से एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है यह रेसिस्टेन्स उस रेसिस्टेन्स के बराबर है तो आउटपुट 2 गुना Vi है यह आपको अब तक पता होना चाहिए अन्यथा आप व्याख्यान देख सकते है और आउटपुट से जुड़ा कुछ लोड रेसिस्टेन्स भी है और यह प्रश्न सप्लाई वोल्टेज से ऑप एम्प द्वारा खींचे गए करंट के बारे में है सबसे पहले यह आपको बताता है कि जब Vi 0 है जब यह 0 है करंट Ip और Im दोनों 2 mA है तो जब Vi 0 होता है तो क्या होता है यह 0 वोल्ट पर होता है इसलिए करंट यहां 0 होता है और वहां भी करंट 0 होता है तो ऑप एम्प का आउटपुट करंट 0 है हम Ip और Im दोनों के लिए मॉडल जानते है Ip कुछ निश्चित मूल्य I0 ऑप एम्प से बाहर प्रवाहित होने वाला करंट है यदि करंट बाहर की ओर प्रवाहित हो रहा है और Im I0 ऑप एम्प के अंदर प्रवाहित होने वाला करंट है यदि करंट अंदर की ओर प्रवाहित हो रहा है इसलिए यदि करंट अंदर की ओर प्रवाहित हो रहा है तो Ip I0 के बराबर होगा और यदि करंट बाहर की ओर प्रवाहित हो रहा है तो Im I0 के बराबर होगा अब जब Vi 0 है तो ऑप एम्प से कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस I0 का मूल्य 2 mA है क्योंकि ऑप एम्प से कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है Ip I0 है और Im भी I0 है तो I0 2 mA है और इनपुट 𝜋 × cos⍵t है जब इनपुट 𝜋 × cos⍵t है तो आउटपुट 2 𝜋 × cos⍵t होगा तो अब ऑप एम्प से प्रवाहित होने वाला करंट आउटपुट वोल्टेज 2Vi रेसिस्टेन्स का यह सीरीज संयोजन है यहाँ कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है तो इस ओर प्रवाहित होने वाला करंट 2Vi 200Ω है और उस तरफ प्रवाहित होने वाला करंट भी 2Vi 200Ω है तो ऑप एम्प से प्रवाहित होने वाला कुल करंट 2×Vi 200Ω 2×Vi 200Ω या 2×Vi 100Ω है इसलिए यदि इनपुट 𝜋 × cos⍵t है तो आउटपुट वोल्टेज यह 2× cos⍵t होगा और करंट 2 × cos⍵t 100Ω होगा या मूल रूप से 20 × 𝜋 × cos⍵t mA होगा तो कुल करंट साइनसोइडल है जिसका पीक वैल्यू 20𝜋 mA है अब साईकल के इस भाग के दौरान करंट ऑप एम्प से बाहर की ओर प्रवाहित होगा और यह Ip में योगदान देगा और अगर आप इसके औसत की गणना करते है तो अन्य बुनियादी गणित से आप जानते है कि इस हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव का मूल्य पीक वैल्यू का 1𝜋 गुना होगा तो यहां जो औसत मूल्य पूछा गया है वह 20 𝜋 है जो कि 20mA है और इसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे पास यह 20 का पीक वैल्यू है और औसत मान फिर से 20 𝜋 𝜋 या 20 mA है तो सिग्नल पर निर्भर करंट 2 मिली एम्पीयर के निश्चित करंट के कारण Ip का औसत मूल्य 20 मिली एम्पीयर होगा और इसी तरह साइनसॉइडल करंट 2 मिली एम्पीयर के कारण हमारे पास Im 20 मिली एम्पीयर है तो दोनों 22 मिली एम्पीयर के बराबर है इस तरह पॉजिटिव सप्लाई से निकाले गए Ip का औसत मूल्य 22 मिली एम्पीयर है और नेगेटिव सप्लाई से Im के लिए भी यही सच है यहां अंतिम प्रश्न 2 वोल्ट सोर्स द्वारा दी गई पावर के बारे में बात करता है अनिवार्य रूप से ऐसा करने के लिए आपको वहां प्रवाहित होने वाले करंट की मात्रा की गणना करनी होगी और यह मुश्किल नहीं है सबसे पहले 2 वोल्ट सप्लाई यहाँ है और आप पहचान सकते है कि यदि ऑप एम्प आइडियल है और नेगेटिव फीडबैक में है यह 2 वोल्ट होगा और आप वेरीफाई कर सकते है कि यह वास्तव में नेगेटिव फीडबैक में है तो यहाँ करंट 2 वोल्ट 1KΩ है जो 2 मिली एम्पीयर है वहां भी करंट 2 मिली एम्पीयर है तो यहाँ वोल्टेज 2 मिली एम्पीयर × 4 KΩ है जो कि 8 वोल्ट है तो यहाँ कुल वोल्टेज 2 वोल्ट 8 वोल्ट है जो कि10 वोल्ट है तो क्या होता है इस तरफ से एक करंट प्रवाहित होता है जो 2 वोल्ट 1KΩ होता है जो कि 2 मिली एम्पीयर होता है और उस तरफ से एक करंट प्रवाहित होता है जो 8 वोल्ट8 KΩ जो कि 1 मिली एम्पीयर है तो हम इस नोड पर KCL लगा रहे है आप देखेंगे कि 2 वोल्ट सोर्स से संचालित करंट 1 मिली एम्पीयर है तो पावर 2 वोल्ट × 1 मिली एम्पीयर है जो कि 2 मिली वाट है तो यही जवाब है इस तरह से यह 8 वें सप्ताह के लिए असाइनमेंट के समाधान समाप्त करता है